आइए देखें कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम किस स्पेक्ट्रम का उल्लेख कर रहे हैं और सभी विभिन्न प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या सामान्य है जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बात करते हैं तो आप परिचित हैं कि रेडियो तरंगों से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मेरा मतलब है रेडियो रिसीवर ट्रांसमीटर जो आपके पास एक्स रे के लिए अस्पताल में जाने का एक कारण हो सकता है जहां एक एक्स रे की तस्वीर ली जाति है आपके पास रेडियो तरंगों से लेकर एक्स रे तक की ऊर्जाओं के परिमाण का क्रम बहुत बड़ा है यह मेग्नीट्यूड के लगभग 12 15 क्रम है और मेग्नीट्यूड का क्रम पिछले वाले की तुलना में दस गुना है यदि मैं कहूं कि यह मेग्नीट्यूड का एक क्रम अधिक है तो इसका अर्थ यह है कि यह पिछले वाले से दस गुना अधिक है अब आप मेग्नीट्यूड के 15 ऑर्डर की बात कर रहे हैं इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी या तरंग की लंबाई या वेव नंबर हम इन सभी चीजों को अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से परिभाषित करेंगे जो हमें मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में निपटना है लगभग 15 ऑर्डर तक है और इसलिए आपके पास बहुत शक्तिशाली और उसी समय एक बहुत ही जटिल तकनीक है क्योंकि मेग्नीट्यूड के इन विभिन्न क्रमों के रेडिएशन को संभालने के लिए आपको जिस तकनीक की आवश्यकता होती है वह भी भिन्न होती है इन विवरणों में जाने से पहले आइए हम यह परिभाषित करें कि स्पेक्ट्रोस्कोपी की इन सभी शाखाओं में हम क्या सामान्य देखते हैं

आप लगभग हमेशा x axis और y axis देखते हैं इस अक्ष हैं तो property number 1 line position है किसी दिए गए कंपाउंड के लिए निश्चित अगला गुण जो आप देखते हैं वह यह है कि लाइन इंटेंसिटी या जिसे आप यहाँ की ऊँचाई या प्रत्येक वक्र के नीचे का क्षेत्र कहते हैं वहाँ अलग अलग तरंगें हैं लेकिन आइए हम इंटेंसिटी को प्रत्येक वक्र के नीचे का क्षेत्र कहते हैं आप देखते हैं कि इंटेंसिटी हमेशा समान नहीं होती है इस अवशोषण की इंटेंसिटी इस ऊर्जा के अनुरूप अवशोषण की ऊर्जा मैंने जो चित्र खींचा है वह इंटेंसिटी है इस ऊर्जा की इंटेंसिटी यह है और इस ऊर्जा की इंटेंसिटी यह है और इंटेंसिटी जैसा कि आप देखते हैं फिर से कुछ है जो बहुत छोटा है मैंने यह उद्देश्यपूर्ण ढंग से किया है कि आप जो देखते हैं वह यह है कि न केवल विभिन्न line positions बल्कि आप विभिन्न लाइन इंटेंसिटी भी देखते हैं फिर से वे किसी दिए गए सबस्क्रिप्ट के लिए निश्चित हैं तीसरा जो आप देख रहे हैं वह भी एक और पैटर्न है यदि आप स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में एक पैटर्न पहचान के रूप में सोचते हैं तो आपने दो पैटर्न की पहचान की है एक जहां रेखाएं होती हैं और दो कितना और तीसरा यह है यदि आप सभी रेखाएँ देखते हैं तो सभी रेखाएं बहुत तेज नहीं हैं कुछ पंक्तियाँ बहुत तेज लगती हैं अन्य पंक्तियाँ बहुत संकीर्ण विभिन्न चरणों में एक ही पदार्थ जबकि स्थिति और इंटेंसिटी रेखा की स्थिति और रेखा की इंटेंसिटी में इतना परिवर्तन नहीं हो सकता है लेकिन रेखा की चौड़ाई बदल जाएगी तो यह न केवल स्थिति के लिए पदार्थ के लिए निश्चित है लेकिन यह वातावरण के लिए भी निश्चित है तो आपके पास किसी भी स्पेक्ट्रम में जो कुछ भी है चाहे वह परमाणु चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी बताता हूँ लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम इसे और अधिक देखेंगे

अणु केवल विशिष्ट ऊर्जाओं है यदि हम समझते हैं कि क्वांटम यांत्रिकी के माध्यम से अणु के ऊर्जा स्तर के स्पेक्ट्रम को कैसे प्राप्त किया जाए तो हम स्पेक्ट्रम के माध्यम से सत्यापित कर सकते हैं कि क्या ऊर्जा स्तर के विवरण सही हैं अगला course निश्चित रूप से line intensity है जो अलग हैं यह आपको बताता है कि सभी अणुओं का ऊर्जा स्तर समान नहीं होता है कुछ अणुओं में या कुछ ऊर्जा स्तरों पर कुछ अन्य अणु उत्तेजित होते हैं और यह आपके लिए फिर से एक असामान्य घटना नहीं है क्योंकि आप गैसों के गतिज सिद्धांत द्वारा समझाया गया है यदि आप problem के quantum mechanics द्वारा समझाया जा रहा energy positions के बारे में सोचते हैं तो populations विभिन्न ऊर्जा स्तरों पर संख्या सांख्यिकीय विधियों उसका चौड़ाई द्वारा दी जाती है यह uncertainty विभिन्न कारणों से हो सकती है यदि अणु ऊर्जा का उत्सर्जन करते समय टकरा हैं

प्रत्येक ऊर्जा श्रेणी में signatures के अलग अलग अर्थ होंगे उस विशेष ऊर्जा श्रेणी से जुड़े गुणों की अलग अलग व्याख्या होगी लेकिन ये तीन महत्वपूर्ण signatures हैं जो किसी को देखने या समझने में हैं कि मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम क्या है और जैसा कि आप इसे देखते हैं उसी अणु के लिए एक मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम उदाहरण के लिए हम बेंजीन अणु के लिए रेखा की स्थिति इंटेंसिटी और रेखा की चौड़ाई के बारे में बात करते हैं यदि हम माइक्रोवेव क्षेत्र में बेंजीन अणु को देखें तो हमें एक निश्चित स्पेक्ट्रम मिलेगा अगर हम इन्फ्रारेड क्षेत्र में बेंजीन को देखें तो हमें इलेक्ट्रॉनिक अवशोषण में एक निश्चित अन्य स्पेक्ट्रम मिलेगा और हमें अलग स्पेक्ट्रम मिलेगा इसलिए अलग अलग क्षेत्रों में समान अणुओं के लिए हस्ताक्षर भी भिन्न होते हैं लेकिन हर एक उस क्षेत्र में उस अणु का एक स्पष्ट फिंगर प्रिंट है जिसका अर्थ है कि यदि आप 1000 अणुओं का माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा लेते हैं तो आप स्पेक्ट्रम को देखकर आसानी से भेद कर सकते हैं कि यह इस अणु का है यह अणु का है इसलिए आप देखते हैं कि यह अणु के लिए क्षेत्र के लिए निश्चित है और साथ ही यह स्पेक्ट्रोस्कोपी की विभिन्न शाखाओं के बीच निश्चित है